मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो हम OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आधारित प्रणाली के संदर्भ में ऐस्टीमेशन देख रहे हैं और हमने पहले ही मूल रूप से सिद्धांत को देखा है कि OFDM प्रणाली के लिए सिस्टम मॉडल क्या है और मूल रूप से चैनल ऐस्टीमेशन कैसे किया जाता है यही है विभिन्न चैनल कॉफिशिएंट्स का OFDM सिस्टम में टाइम डोमेन में सबकैरियर्स और साथ ही चैनल टैप्स पर ऐस्टीमेशन करता है अब हम इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सरल उदाहरण देखते हैं इसलिए हम इस मॉड्यूल में क्या करने जा रहे हैं या इस मॉड्यूल को शुरू करना मूल रूप से OFDM प्रणाली के साथ साथ चैनल ऐस्टीमेशन के चरण दर चरण कार्यान्वयन पर ध्यान देना है तो आइए एक उदाहरण देखें एक OFDM प्रणाली का उदाहरण और विशेष रूप से हम जो देखना चाहते हैं वह है OFDM प्रणाली में चैनल का ऐस्टीमेशन सब ठीक है तो जैसा कि हम देख रहे हैं आइए हम N को 4 सबकैरियर सिस्टम के बराबर मानते हैं इसलिए इस पर विचार करें जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा है उसी के समान N को 4 सबकैरियर सिस्टम के बराबर माना जाता है और इसलिए हमारे पास 4 सिंबल्स हैं जो सबकैरियर्स 4 पायलट सिंबल्स पर लोड किए गए हैं इसलिए इन पायलट सिंबल्स को बड़े X 0 को 1 j से बड़े X 1 को 1 j से बड़े X 2 को 1 2j से बड़े X 3 को 2 j से निरूपित करते हैं 1 ये N बराबर 4 सिंबल्स हैं ये 4 सिंबल्स N के बराबर हैं जो 4 सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं सही हैं तो हमारे पास बड़ा X 0 X 1 X 2 X 3 है जो 4 सिंबल्स 4 सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं अब हम टाइम डोमेन में सैंपल्स उत्पन्न करना चाहते हैं और याद रखें कि टाइम डोमेन में सैंपल्स N बराबर 4 प्वाइंट IFFT के बराबर उत्पन्न होते हैं तो ये सैंपल्स X0 X1 X2 X3 के द्वारा निरूपित किए जाते है टाइम डोमेन सैंपल्स मुझे यह स्पष्ट रूप से लिखना है यह टाइम डोमेन सैंपल्स N बराबर 4 प्वाइंट IDFT के द्वारा उत्पन्न होते हैं यही है मूल रूप से इन सैंपल्स को x0 x1 x2 x3 द्वारा दर्शाया गया है और ये मूल रूप से आपके टाइम डोमेन सैंपल्स हैं जो N प्वाइंट IFFT द्वारा उत्पन्न होते हैं और इसलिए x k जो kth सैंपल है x k क्या है x k kth सैंपल है और यह 1 ओवर N योग l 0 से N - 1 बड़ा X l e की पावर j 2 pie k l बाय N जो 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 बड़ा X l e की पावर j 2 pie k l बाय 4 के रूप में दिया गया है जो बदले में इस प्रकार जहाँ तक संभव हो यह सरल रूप से यह 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 बड़ा X l e की पावर j pie k l बाय 2 है ठीक है तो यह मूल रूप से आपका x k है यह kth सबकैरियर है यह निश्चित रूप से कैपिटल X l सिंबल है जो lth सबकैरियर पर लोड किया गया है और टाइम डोमेन सैंपल्स मूल रूप से सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स के IDFT द्वारा दिए गए हैं तो हमारे पास सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स हैं तो आइए अब हम जानते हैं कि संबंधित टाइम डोमेन संचारित सैंपल्स क्या हैं ठीक है तो x 0 हम सैंपल x 0 से शुरू करते हैं जो कि टाइम इंडेक्स 0 के अनुरूप है यानी 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 बड़ा X l e की पावर j pie k l बाय 2 k के लिए 0 को प्रतिस्थापित करना होगा क्योंकि मैं सैंपल k बराबर 0 पर विचार कर रही हूं 0 गुना l जो मूल रूप से अब यह मात्रा है 1 तो यह 1 ओवर 4 योग l बस l 0 से 3 X l है इसलिए अब x 0 मूल रूप से 1 ओवर 4 कैपिटल X 0 X 1 X 2 X 3 है यह बराबर है अब कैपिटल X 0 के लिए विकल्प है जो 1 j कैपिटल X 1 जो हमने कहा है 1 j कैपिटल X 2 जो 1 2 j कैपिटल X 3 जो कि 2 j है याद रखें हमने पहले ही कैपिटल X का मान दिया है जो सिंबल्स हैंI ये वे सिंबल्स हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रही हूँ तो मेरे पास 1 ओवर 4 गुना 1 j 1 j 1 2 j 2 j है जो 1 ओवर 4 गुना 5 j के बराबर है जो 5 ओवर 4 1 ओवर 4 गुना j के बराबर है यह कॉम्प्लेक्स सिंबल है यह x छोटा x 0 है जो कि समय 0 पर प्रेषित सैंपल है इसी तरह हम छोटे x 1 की गणना करते हैं जो समय k 1 पर प्रेषित सैंपल है ठीक है फिर से यह छोटा x 1 k 1 से संबंधित है x 1 वह सैंपल है जो आपके तत्काल समय 1 के अनुरूप है 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 X l e की पावर j pie l बाय 2 है बजाय k के मैंने 1 प्रतिस्थापित किया है 1 गुना l जो मूल रूप से 1 ओवर 4 योग l जो 0 से 3 X l e पावर j pie l बाय 2 के बराबर है तो अब अगर मैं सबकैरियर पर लोड किए गए सिंबल को प्रतिस्थापित करती हूं मेरे पास x 1 बराबर 1 ओवर 4 गुना x 0 x 1 गुना e पावर j pie बाय 2 x 2 e पावर j pie X 3 e पावर j 3 pie बाय 2 है जो मूल रूप से आपके 1 ओवर 4 गुना 1 j 1 j गुना j 1 2 j गुना 1 2 j गुना - j के बराबर है और इसके बराबर क्या है यह आपके 1 ओवर 4 गुना 1 j j 1 1 2 j 2j 1 के बराबर है और यह मूल रूप से बराबर है आइए हम इसे लिखते हैं यह x 1 है जो 1 ओवर 4 गुना और देख सकते हैं कि मूल रूप से जो 1 - 1 0 हो जाता है और j j 2 j भी 0 हो जाता है इसलिए यह मूल रूप से 2 j बाय 4 है आधे j के बराबर है ठीक है फिर से आप इन सभी गणनाओं की जांच करते हैं कृपया उन्हें स्वयं करें और इन गणनाओं को जांचने का प्रयास करें इसलिए हमने सैंपल x 1 छोटे x 1 की गणना की है जो कि k 1 से संबंधित है जो कि बराबर है आधे j के ठीक है अब हम छोटे x 2 की गणना करते हैं छोटा x 2 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 कैपिटल X l e पावर j pie बाय 2 k को 2 प्रतिस्थापित कर 2 गुना l निश्चित रूप से 2 चला जाता है और हमारे पास 1 ओवर 4 l बराबर 0 से 3 कैपिटल X l e पावर j pie l के बराबर है X l e पावर j pie l जो कि छोटा x 2 है अब निश्चित रूप से कैपिटल X l जो कि सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स हैं को प्रतिस्थापित करते हैं मेरे पास 1 ओवर 4 गुना x 0 x 1 e पावर j pie X 2 e पावर j 2 pie X 3 e पावर j 3 pie है जो कि उम्मीद है कि मैं कोई गलती नहीं कर रही हूं और यह 1 ओवर 4 गुना 1 j 1 j गुना 1 e पावर j pie जो 1 है 1 2 j गुना e पावर j 2 pie जो 1 है 2 j गुना 1 है और यह क्या है इसलिए यह 1 ओवर 4 गुना 1 j 1 j 1 2 j 2 j के बराबर है और यह मूल रूप से है अगर मैं फिर से सही हूं तो हमारे पास 1 1 है यानी 0 है इसलिए मूल रूप से मेरे पास 1 है यह क्या है यह मूल रूप से मेरे पास 1 2 है इसलिए यह 1 ओवर 4 है और मेरे पास मूल रूप से 2 j 2 j j है जो 5 j है तो 5j बाय 4 है और यह वास्तव में आपका x 2 है जो कि k 2 के बराबर सैंपल है यह k बराबर 2 के लिए सैंपल है और इसी तरह मैं बात करती हूं कि हम सैंपल छोटे x 3 को k बराबर 3 के कर सकते हैं बस थोड़ा और अधिक स्पष्ट होना चाहिए इन चीजों की गणना कैसे करें हालांकि यह सुनिश्चित है कि आप सभी अपने आप यह सरल N प्वाइंट IIFT कर सकते हैं बस स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया का वर्णन करती हूं I तो यह x 3 1 ओवर 4 योग फिर से l 0 से 3 X l e पावर j pie बाय 2 गुना 3 l जो कि l 0 से 3 x L e पावर j 3 pie बाय 2 l के बराबर है और अब फिर से जब मैं सबकैरियर्स के सिंबल्स को प्रतिस्थापित करती हूं तो x 3 1 ओवर 4 हमारे पास क्या है x 0 x 1 e पावर j 3 pie बाय 2 x 2 गुना e पावर j l अच्छा 2 के बराबर है इसलिए यह 3 pie x 3 e पावर j 9 pie बाय 2 है क्योंकि l 3 के बराबर है यह 1 ओवर 4 गुना x 0 जो 1 j 1 j गुणा j है जो कि e पावर j 3 pie बाय 2 है साथ ही 1 2 j गुना - 12 j गुना e पावर j 9 pie बाय 2 जो कि j है के बराबर है I और जब आप इसे सरल करते हैं तब आपके पास क्या होता है जब आप इसे सरल बनाते हैं इसलिए यह 1 ओवर 4 है और एक बार फिर आप इसे चेक कर सकते हैं 1 ओवर 4 गुना 1 j j 1 1 2 j 2 j 1 और आपके पास यहां क्या है वास्तव में आपके पास 1 ओवर 4 गुना 0 0 हैI यह j j 1 - 1 1 1 2 j 2 j आप देख सकते हैं 0 है इसलिए आपके पास 0 है और यह है मूल रूप से x 3 तो आपके पास मूल रूप से क्या है मुझे संक्षेप में बताने दें कि आपके पास क्या है आपके पास टाइम डोमेन में प्रेषित सैंपल्स हैं जो x 0 x 1 x 2 x 3 के रूप में दिए गए हैं और इसलिए ये सैंपल्स हैं अब मुझे मान लिखने दीजिए जिसकी हमने गणना की है 5 बाय 4 1 बाय 4 j आधा j 1 बाय 4 5 बाय 4 j 0 यह x 3 है इसलिए हर बार मैंने जो नीचे किया है वह डोमेन सैंपल है मैंने लिखा है इसलिए ये आपके टाइम डोमेन सैंपल्स हैं ये मूल रूप से आपका समय है हर बार डोमेन सैंपल्स के नीचे मैंने संबंधित सैंपल्स का मान लिखा है और अब हमने जैसा कहा है वैसा ही करते हैं इसलिए हमने सैंपल्स छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 को कैपिटल सिंबल्स X 0 X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 के IFFT के रूप में उत्पन्न किया है जो सबकैरियर्स पर लोड होते हैं अब अगला चरण निश्चित रूप से साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ना है मैं एक सैंपल लेती हूं मेरा मतलब है कि आम तौर पर यह एक सैंपल नहीं है लेकिन इस उदाहरण के लिए एक सैंपल पर्याप्त है हम सैंपल्स के इस ब्लॉक के अंत से सैंपल लेंगे और फिर से इसे दोहराएंगे या इसे शीर्ष पर प्रीफिक्स करेंगे इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए मैं इस x 3 को लेने जा रही हूं इस x 3 को यहां दोहराती हूं या दूसरे शब्दों में 0 लेते हैं और यहां पर 0 को दोहराते हैं इसलिए यह मूल रूप से हमने जो कहा है और मुझे लगता है कि हमें इसी तरह होना चाहिए अब तक यह मूल रूप से हमने जो कहा है वह साइक्लिक प्रीफिक्स है तो साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ चैनल पर प्रेषित सैंपल्स का ब्लॉक यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्या है यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ ब्लॉक है साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ ब्लॉक मूल रूप से आपका 0 है मुझे बस इसे बहुत सावधानी से लिखना चाहिए यह 0 5 बाय 4 1 बाय 4 j 1 बाय 2 j 1 बाय 4 5 बाय 4 j 0 है तो अब हम जो कर रहे हैं हमने टाइम डोमेन के सैंपल्स में साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ दिया है उन्हें चैनल पर प्रसारित करें और याद रखें कि जिस चैनल पर हम विशेष रूप से विचार कर रहे हैं वह चैनल है जिसे हमने उस उदाहरण में माना था जिसे हमने इस OFDM के चित्रण के लिए देखा था यह सरल 2 टैप चैनल है जो कि टैप्स h 0 और h 1 हैं I तो जिस चैनल पर हम विचार कर रहे हैं मैं आपको याद दिला दूं कि y k यह एक 2 टैप है h 0 x k h 1 x k 1 v k याद रखें यह हमारा दो टैप चैनल है 2 टैप वास्तव में ISI चैनल इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल ठीक है यह आपका 2 टैप ISI चैनल है ठीक है और अब एक बार जब आप संचारित करते हैं तो ये सैंपल्स हैं याद रखें कि ये x ks हैं ये सैंपल्स कुछ भी नहीं हैं लेकिन मुझे इसे एक बार और स्पष्ट करने दें ये x ks मूल रूप से कुछ भी नहीं हैं लेकिन ये टाइम डोमेन सैंपल्स हैं जो हमें इसके बाद मिले हैं जो हमें सबकेरियर पर लोड किए गए सिंबल्स के IFFT के बाद मिले हैं और इसलिए अब हम जो कह रहे हैं चैनल की कार्यवाही साइक्लिक प्रीफिक्स के कारण एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है आपके पास y बराबर है h का x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड होना नॉयस जिसका अर्थ है कि अब आप रिसीवर पर FFT लेते हैं इसलिए मूल रूप से यह टाइम डोमेन है ऊपर टाइम डोमेन है नीचे फ्रिकवेंसी डोमेन है और प्रत्येक सबकैरियर के साथ फ्रिकवेंसी डोमेन में हमें मूल रूप से प्रश्न याद है कि OFDM Y l H l गुना X l V l के बराबर है यह सबकैरियर l के साथ है सबकैरियर l के साथI ये Y ls ये Y ls सिंबल पायलट आउटपुट्स प्राप्त किए जाते हैं जो पायलट आउटपुट्स सबकैरियर L के साथ प्राप्त होते हैं इसलिए हमारे पास कैपिटल Yl है जो सबकैरियर l में प्राप्त पायलट आउटपुट है ठीक है तो हमने अब तक जो भी किया है हमने साधारण N को 4 सबकैरियर OFDM सिस्टम के बराबर माना है हमने सिंबल्स कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 को मूल रूप से सबकैरियर के लिए लोड किया है जो कि मूल रूप से साइक्लिक प्रीफिक्स पर टाइम डोमेन सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए IFFT या IDFT किया जाता है और हम देखते हैं कि FFT रिसीवर पर क्या होता है अब अगले मॉड्यूल में या सुरक्षित मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ऑपरेशन क्या है सरल OFDM उदाहरण में रिसीवर में दर्शाने के लिए चरण दर चरण संचालन क्या हैं ठीक है मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर में प्राप्त पायलट आउटपुट की गणना के साथ शुरू करना और बाद में फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल टैप या चैनल कॉफिशिएंट के साथ साथ टाइम डोमेन में चैनल टैप या चैनल कॉफिशिएंट का ऐस्टीमेशन करना ठीक है तो चलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकते हैं और हम इसे बाद के मॉड्यूल में जारी रखेंगे धन्यवाद